आपका व्याख्यान २४ में स्वागत है आज के सत्र में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक सामाजिक प्रयोगीकरण की तरह कैसे है इस मॉड्यूल में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रयोग प्रयोग के लाभ इंजीनियरिंग और मानक प्रयोगों के बीच समानता इंजीनियरिंग और मानक प्रयोगों के विपरीत इंजीनियरों के लिए जिम्मेदार प्रयोगकर्ता कर्तव्यनिष्ठा प्रासंगिक जानकारी नैतिक स्वायत्तता और जवाबदेही के बारे में इसलिए जब हम प्रयोग की बात करते हैं सभी परियोजनाओं के लिए प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है यह इस अर्थ में चिंता का विषय है क्योंकि हमें प्रयोग करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है इंजीनियरिंग परियोजनाओं को एक प्रयोग के रूप में समग्रता के रूप में देखा जा सकता है क्या और क्यों इसे किसी भी इंजीनियरिंग परियोजनाओं के रूप में देखा जा सकता है समग्रता में एक प्रयोग की तरह या इंजीनियरिंग परियोजनाओं में भी देखा जा सकता है कई मामलों में प्रारंभिक परीक्षण और सिमुलेशन यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं कि सबसे अच्छा प्रोटोटाइप तैयार किया गया है इससे पहले कि वास्तविक रूप में इसे आगे ले जाया जाये इसलिए जैसे विज्ञान में हम प्रयोगशालाओं में स्थितियों का प्रयोग एक सिम्युलेटेड आयोजित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे अच्छा प्रोटोटाइप तैयार किया गया है क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें लाभार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो कि इंजीनियरों की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक हैं इसलिए कुछ प्रारंभिक परीक्षण के बिना और इसकी परीक्षण शुरुआत की तरह काम करने के बाद हम किसी उत्पाद को बड़े पैमाने पर लॉन्च नहीं कर सकते हैं या सामूहिक पैमाने पर कुछ करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस स्थिति में कई खतरे होंगे और खतरे कई गुना बढ़ सकते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है उस अर्थ में विशेष रूप से उस समय से यह तय है कि परियोजना को वास्तविकतामेंआगे बढ़ाया जाना हैकि नहीं इंजीनियरिंग के लिएप्रयोगशुरू होता है तो प्रयोगात्मक परीक्षण अधिक विस्तृत डिजाइन के आधार के रूप में किए जाते हैं इसलिए हमारी समझ के लिए यह एक निरंतर प्रक्रिया की तरह है हम कुछ करते हैं शायद हम पाते हैं कि कुछ गलतियाँ की गई हैं या कुछ हमारी योजना के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो हमें इसे बदलने की जरूरत है इसका पुनः परिक्षण करें और अंत में बहुत सारे पुनरावृत्तियों के बाद आम तौर पर हम अंतिम उत्पाद याडिजाइनों में आते हैं इसलिए सड़क निर्माण शुरू होने से पहले एक उदाहरण की तरह सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में अनुसंधानकर्ताओं को यह देखने के लिए समुच्चय के विभिन्न नमूने तैयार करने के लिए कहा जा सकता है कि प्रयुक्त सामग्री और प्रस्तावित सड़क भार की ताकत के संदर्भ में यह कितना उपयुक्त है तो यहाँ अन्य चर हो सकते हैं जिन पर आप अधिक चर जोड़ सकते हैं जैसे मौसम की स्थिति या शायद भौगोलिक इलाका अथवा भूखंड हो सकती है जिससे होकर सड़क जा सकती है तो आपको विभिन्न सामग्रियों और उनके समुच्चय की तरह प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है जो कि किस स्थिति में बेहतर काम करने वाली है कौन सी मौसम की स्थिति है और यह भी हो सकता हैकि ट्रैफ़िक लोड और अन्य कई चर केआधारपरयह बदलजाए जिनके बारे में हम सोच सकते हैं एक पेय कंपनी के सभी इंजीनियरों को इस तरह की बोतलों के विशेष डिजाइन के साथ आने और प्रयोगों का संचालन करने के लिए कहा जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबसे अच्छी पकड़ के लिए कौन सी बोतल उपयुक्त है तो बोतल का आकार क्या है यह कैसेपकड़ कीओरजाता है और हम और भी कारक जोड़ सकते हैं जैसे कि संभावित उपयोगकर्ता कौन हैं शायद बच्चों के लिए चाहे वह पानी की बोतल के लिए हो चाहे कुछ sipper होना चाहिए या नहीं अथवा बोतल के ढक्कन में बंद होने की सुविधा या नहीं इसलिए इस प्रकार के विचार जैसे कि बोतल की डिजाइनिंग के पीछे होते हैं I इसलिए बोतल डिजाइन करते समय डिजाइन में नए बदलाव लाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं और नए प्रयोग किये जाते हैं जिससे कि बेहतरीन बोतल की डिज़ाइन बने I अब प्रयोग करने की प्रक्रिया से क्या लाभ हैं इसलिए पहला लाभ जिसे हम समझ सकते हैं वह है विभिन्न पुनरावृत्तियों पर प्रयासकरकेप्रतिक्रिया प्राप्तकरनेऔर आगे सुधार लाने केसाधन के रूप मेंप्रयोगोंका उपयोग करकेउत्पाद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण के साथ आ रहा है तकनीकी रूप से यह एक संपूर्ण उत्पाद लग सकता है लेकिनव्यवहारिक रूप सेनिष्पादित होने पर यह भिन्न हो सकता है प्रयोग हमेंउपयोग करने पर होने वाली खामियों की खामियोंका पता लगाने में मदद करते हैं उदाहरण के लिए पानी की बोतल का डिज़ाइन इसके इंजीनियरिंग विशिष्टताओं के संबंध में सही प्रतीत हो सकता है इसलिए जब इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे लम्बे समय तक हाथ में पकड़ के रखे तो दर्द हो सकता है इसलिए जब कोई व्यक्ति इसे हाथ में पकड़ के रखे तो लंबे समय तक इसके साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं तो अन्यथा यह प्रतीत हो सकता है लेकिन यहां हम एक निर्णायक दुविधा में आ जाएंगे जहां नैतिकता लिपियों को यहां पर क्यों हम इंजीनियरिंग नैतिकता के डोमेन के तहत चर्चा कर रहे हैं वन अथवा जंगल ऐसा मामला है जैसे हम यहां और निश्चित रूप से प्राथमिक ध्यान में रखते हैं और लाभार्थियों के लिए देखभाल और देखभाल का पहलू दूसरी बात यह है कि यदि निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो जैसे कि आपने कुछ निश्चित डिजाइन के बारे में सोचा है लेकिन जब यह आपके अनुसार हो तो प्रायोगिक रूप से उचित हो सकता है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जब लाभार्थी बता रहे हों तब आपको ऐसा लगे ऐसा नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त करना उनके उद्देश्य को स्वीकार नहीं कर रहा है फिर क्या आपको यह पसंद है कि शायद आपको अपने डिज़ाइन को समझाने और यह देखने का अधिकार है कि यह किया जा रहा है लेकिन जब यह उनके लाभार्थियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है तो यह एक देखभाल का पहलू है जो अधिक महत्वपूर्ण है और आपके पास होना आवश्यक है आप जो करते हैं उस पर फिर से गौर करें और यह वही है जहाँ आपका कर्तव्य है कि आप सामने आएं ताकि आप अपने लाभार्थियों की जरूरतों का बेहतर जवाब दे सकें और जब यह समझ में आता है क्योंकि हम समझते हैं हालांकि आप यह डिजाइन कर रहे हैं कि आप क्या सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और परिणाम क्या है और आपके प्रयोगों या उत्पादों या आपके द्वारा डिज़ाइन किए जाने के संभावित उपयोग के दुष्प्रभाव क्या होंगे करते हुए संभवतः आपको इसके बारे में पता हो लेकिन परम अथवा अंतिम लाभार्थियों को इसके बारे में पता नहीं है इसलिए हमेशा एक सूचना विषमता होती है इस बारे में कि आप क्या जानते हैं और दूसरे लोग जो अंततः इसका उपयोग करेंगे वे क्या जानते हैं यह उनके लिए संभव नहीं हो सकता है कि यह समझें कि आप जो मिश्रण कर रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं क्योंकि डिजाइन आपके साथ है तो उस स्थिति में अपने मूल्यों को समझना और सक्रिय रूप से देखने के लिए कि प्रत्येक कदम की जाँच करने के लिए आपका कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उदाहरण स्वरुप क्या आप सही सामग्री का उपयोग कर रहे हैं आप सुरक्षा पर समझौता कर रहे हों या नहीं आप स्वास्थ्य के मुद्दों पर समझौता कर रहे हैं या नहीं क्योंकि आप जो भी लाभार्थियों को देते हैं वे इसे उस सम्पूर्ण विश्वास के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं जो आपके ऊपर हो सकता है इसलिए इस मामले में यह इंजीनियरों के कर्तव्य और जिम्मेदारी का हिस्सा है कि वे सामान्य रूप से जनता के विश्वास के साथ नहीं खेल रहे हैं इसलिए इन पहलुओं में ताकि डिजाइन की खामियों का ध्यान रखा जाए आपको किस हद तक सावधान रहने की जरूरत है किस हद तक आपको यह पता लगाने के लिए बहुत विशिष्ट होने की आवश्यकता है कि त्रुटियां तो नहीं हैं तो किस सीमा तकऔर आप कह सकते हैं जैसे कि यह बहुत गहन तथ्य के साथ है क्योंकि आप के साथ सम्बन्ध में ज्ञान निहित है आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वह आपके साथ निहित है और वहां जनता का आप पर विश्वास है और इसके लिए आप उनके प्रति उत्तरदायी हैं इसीलिए उसको उचित देखभाल कहा जाता है आपको बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए उचित देखभाल और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और आप इन मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते हैं और आपको यह जानने के लिए अपने प्रयोगों के प्रत्येक चरण में बेहद सावधान रहने की आवश्यकताहै संभावित स्रोत या त्रुटि क्या होगी जिसे हमने वर्तमान समय तक नोट किया है जिसे आपने नोट नहीं किया है लेकिन आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि संभवतया आपकी कल्पना का विस्तार करें कि संभव दुरुपयोग क्या हो सकता है और यह किस त्रुटि के कारण हो सकता है और क्या हो सकता है चाहे उसे आप डिज़ाइन करते हैं या आप प्रतीक्षा के बजाय उन चीज़ों को घटनाओं को घटित होने से पहले रोक सकते हैं और प्रतिक्रियाशील होकर यह पता लगाने के लिए कि कुछ घटना हुई है और उस घटना से हम क्या सीखने जा रहे हैं और फिर इसके लिए कुछ उपचारात्मक उपाय करने जा रहे हैं इसलिए सभी इंजीनियरिंग परियोजनाओं की जारी रखते हुए हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग परियोजनाओं को भी आंशिक अज्ञानता में किया जाता है तो वहाँ हर कदम पर अनिश्चितताहैं इसलिए डिजाइन की गणना के लिए या खरीदी गई सामग्रियों की विशेषताओं के लिए और परियोजनाओंआदि केनिष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अमूर्त मॉडल मेंहम जनता की सुरक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि अनिश्चितता और जोखिम बड़े पैमाने पर शामिल है और इसीलिए इंजीनियर को किसी विशेष परियोजना याप्रयोग केप्रत्येक चरण को निष्पादित करते समय अत्यंत सावधानी और कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है को परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अन्वेषण और प्रयोगशाला परीक्षण को बायपास करना पड़ता है और उन्हें क्षेत्र में काम करने के लिए अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना पड़ता है लेकिन फिर से यह एक हितों का टकराव हो सकता है एकबड़े पैमाने पर जनता के हित के लिए जैसे कि उदहारण स्वरुप देखना अपना आप स्वयं के हित को अपने स्वयं के व्यक्तिगत पेशेवर हित को साधना या अपनी कंपनियों व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और यह है आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आपकी परियोजना की गंभीरता और तात्कालिकता क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है नुकसान की डिग्री क्या है अगर आप अन्वेषण और प्रयोगशाला परीक्षण के महत्वपूर्ण चरणों को पारित कर रहे हैं सिर्फ परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप इन चीजों पर समझौता कर सकते हैं और अगर आप समझौता कर रहे हैं तो आप किस नुकसान की ओर अग्रसर हैं और इसका क्या प्रसार होगा आप वास्तव में इन चीजों पर समझौता कर सकते हैं या नहीं इसअल्पकालिकपरिणाम के लिए जिसका अर्थ है अल्पकालिक लाभ जो दीर्घकालिक आपदा को जन्म दे सकता है तो क्या आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं या नहीं क्योंकि यह एक अनिश्चितता है और आप अपने ज्ञान और ज्ञान पर कितना भरोसा कर सकते हैं क्या आपने हर चीज के लिए परीक्षण किया है क्या आपने तर्कसंगत रूप से सब कुछ के लिए उचित ठहराया है तो ये ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने की जरूरत है तो इंजीनियरिंग में अक्सर बाद में क्या होता है यह ज्ञात नहीं है जैसे कि बांध बनने के बाद भी संभावित परिणाम क्या हैंयह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता जिसके लिए इसे बनाया गया था हालांकि एक क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है वह पहले ही हो चुका है उपयोगितावादी दृष्टिकोण अधिकारों और कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य न्याय के परिप्रेक्ष्य देखभाल का दृष्टिकोण और निश्चित रूप से कार्रवाई के प्रभावों के पक्ष और विपक्ष का आंकलन का पता लगाने के लिए और हमारे परिणाम के रूप में प्रदान किए गए नुकसान के संदर्भ में दीर्घकालिक प्रभाव के बाद महत्वपूर्ण है और क्या यह कार्रवाई वास्तव में हमारी कार्रवाई को सही ठहराती है या नहीं इसलिए जैसे परमाणु परीक्षण की विफलता केवल विफलता नहीं है यह क्षेत्र के साथ साथ उसके आस पास के जीवन पर भी बहुत गहरा असर डालने के लिए हो सकता है इसलिए भविष्य में जब हमारे पास व्यस्टि अध्ययन चर्चा सत्र होगा हम इन मामलों के बारे में अधिक विवरण में चर्चा करेंगे लेकिन ये निश्चित हैं कि क्या हम वास्तव में इसे कर सकते हैं और क्या हम प्रयोगशाला परीक्षण नहीं करने के बारे में आकस्मिक हो सकते हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए एक उचित सर्वेक्षण कर रहा है कि इसमें शामिल जोखिम की डिग्री क्या हो सकती है या नहीं अगर हमारा प्रयोग विफल हो रहा है अगर सब कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होने वाला है क्या हम वास्तव में उस हिस्से पर समझौता कर सकते हैं यानहीं इसका क्लासिक उदाहरण नैनोकार का हैजो लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है लेकिन क्रोध अथवा भावात्मक प्रकोप के लिए जो होता है वह अप्रत्याशित और अप्रत्याशित था तो क्या किया जा सकता है किकम कीमत कीकारप्रदान करने के प्रयास में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हम वास्तव में समझौता कर सकते हैं क्या हम इसे कम कीमत में बनाने के लिए कार के सुरक्षा पहलू पर समझौता कर सकते हैं तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका हमेंजवाब देना होगा तो हम जो समझते हैं कि इंजीनियरिंग प्रयोग लगातार चलने वाली प्रक्रिया हैं यह उत्पाद के कारखाने छोड़ने के बाद भी जारी रहता है क्योंकि एक बार जब यह लाभार्थियों तक पहुंच जाता है तो आप नहीं जानते कि वे इसका उपयोग कैसे करने जा रहे हैं और इन वस्तुओं की बिक्री के बाद क्या समस्याएं आ सकती हैं उन्हें आपकी सेवाओं की कहाँ आवश्यकता होगी समस्या की प्रकृति क्या होगी और भविष्य के समय में उन समस्याओं का ध्यान रखने के लिए आपको अपने डिजाइन को संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं तो यह एक सतत प्रक्रिया है और यह कारखाने के उत्पाद केकारखानेछोड़ने के बाद कभी नहीं रुकती है लेकिनउसके बाद भी जारी रहती है तो निरंतर निगरानी और यह निरंतर निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है जो कि उत्पादों को डिजाइन करने में और सुधार लाने में बहुत हद तक मदद कर सकता है निगरानी करने का अर्थ है कि अनपेक्षित दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए समय समय पर सुधार करना और इसे कारखानों के साथ ही प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उत्पाद का अंतिम उद्देश्य विक्रय करना है जब यह बड़े पैमाने पर समाज में उत्पाद मान को वितरित करता है इसलिए उनकी प्रतिक्रिया आवश्यक है तो आप अपनी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार कैसे करते हैं आप अपने ग्राहकों से कैसे जुड़ते हैं और उनसे एक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं आप उस प्रतिक्रिया का उपयोग अपने डिजाइन में सुधार लाने के लिए कैसे करते हैं उदाहरण स्वरुप जैसे कि आप उस प्रतिक्रिया को कितना महत्व और भार देते हैं और क्या आप नकारात्मक प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं और आप इसके बारे में क्या करते हैं ये भी नैतिक प्रश्न हैंजिन परआपको विचार करने की आवश्यकताहै इसलिए यदि आप अन्य प्रयोगों के साथ इंजीनियरिंग प्रयोगों को विषम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहां जो पाते हैं वह यह है कि मानक प्रयोगों में एक समूह को विशेष प्रायोगिक उपचार प्राप्त होता है जबकि दूसरे को नियंत्रण समूह कहा जाता है और उसे ऐसा कोई उपचार प्राप्त नहीं होता है दोनों ही प्रायोगिक उपचारों की तुलना अंत में परिणामों के स्तर पर की जाती है यहसंभव नहींहो सकता है इंजीनियरिंग प्रयोग में जब तक और केवल जब तक वे प्रयोगशाला में नहीं किए जाते तो आप कई मामलों में आप पूरी तरह से नियंत्रित स्थिति में हो सकते हैं और कुछ में नहीं इसलिए इंजीनियरिंग प्रयोगों में ग्राहक या उपभोक्ता अपने नियंत्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह वहहैजो उत्पादों को खरीदने या उनका उपयोग करने के लिए चुनते हैं तो कौन सा उत्पाद फिर से उत्पादित होने का दोहराव चक्र देख रहा है यह कई मामलों पर निर्भर करता है कि क्या यह सबसे बड़ा समाज द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है यानहीं इसलिए अगर लोग अंतिम उपयोगकर्ता हैं और इसे खरीदने में उत्साहित नहीं हैं तो शायद आप इसके उत्पादन के लिए नहीं जाते हैं इसलिए अंतिम उपयोगकर्ता वेवास्तव में यहवे हैं जो उत्पादों पर नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बात और जो इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है और आज भी किसी भी महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए वह हैपरीक्षण दवाओं के लिए एकसूचित सहमति इसलिए दवा अनुसंधान के मामले में इसे मानव पर तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनकी सहमति नहींली जाती है इसलिए चिकित्सा प्रयोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि वह लोगजो अपनी सहमति देते हैं उनकी अपनीसुरक्षादेतेहैंक्योंकि सुरक्षा के मुद्दे हैं यह महत्वपूर्ण है कि वे चिकित्सा प्रयोगों में भाग लेने के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति दें और वे इसके दुष्प्रभावों और अन्य चीजों से अवगत हों तो इसमें दो चीजें शामिल हैंज्ञान और स्वैच्छिकता इसलिए जब आप सूचित सहमति और ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम उन विषयों के बारे में जानकारी साझा करने के संदर्भ में बात कर रहे हैं जहां व्यक्ति को जागरूकता देने के बारे में कुछ भी उनसे छिपाया नहीं जाना चाहिए विशेष रूप से दुष्प्रभाव इसलिए यह न केवल प्रयोगों तक ही सीमित है यह उत्पादों के लिए भी उतना ही अच्छा है इसलिए इंजीनियरों का यह कर्तव्य है कि यदि कोई हो तो उत्पादों के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराना उन्हें इसमें शामिल जोखिम और उत्पाद के लाभों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए स्वेच्छा से स्वैच्छिकता का अर्थ है कि विषय को उनकी स्वतंत्र इच्छा पर प्रयोगों का एक हिस्सा बनने के लिए सहमत होना चाहिए न कि जबरदस्ती या एक बल द्वारा तो यह साइड इफेक्ट्स को जानने के बाद की तरह है शायद यह जानने के बाद कि प्रयोग कैसे किया जाता है की पूरी प्रक्रिया उन्हें अपनी मर्जी पर अपनी सहमति देनी चाहिए उन्हें जबरदस्ती या बल के तहत ऐसा नहीं करना चाहिए समग्रता में ज्ञान जागरूकता और सूचित सहमति की ये दो विशेषताएं एक साथ ज्ञान और स्वैच्छिकता मिलकर सूचितसहमति बनाती हैं इसलिए जब कोई सहमति स्वेच्छा से दी जाती है तो यह निश्चित रूप से आवश्यक है जैसे कि प्रत्येक जानकारी को तर्कसंगत व्यक्ति के साथ साझा किया जाता है और इससे पहले कि वह एक विषय के रूप में हाँ कहे और जिस व्यक्ति ने सहमति दी है उसे जाँचने की आवश्यकता है जैसे कि वह व्यक्ति नहीं है बहुत युवा या नशे के नीचे या मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं इसका मतलब है कि व्यक्ति ने सहमति दे दी है एक तर्कसंगत व्यक्ति है जिसके बीच भेदभाव करने की तर्कसंगत समझ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है और क्या गलत है औरएकसूचित निर्णय ले सकता है और निर्णय के बाद सूचित किया गया था उन्होंने अपनेशोध केलिए सहमति दी है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में नहीं वैज्ञानिक प्रयोग संभवतया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं लेकिन यह इंजीनियरिंग प्रयोगों का मामला नहीं हो सकता है क्योंकि इंजीनियरिंग में इसके इंजीनियरिंग प्रयोगों में बहुत अनिश्चितता शामिल है और यह एक सतत प्रक्रिया है जहां हर कदम पर परिणाम प्रतिक्रिया देता है प्रक्रियाओं में क्या बदलाव किए जाने चाहिए इसके आधार पर हमें अप्रत्याशित परिणामों के लिए तैयार रहने की जरूरत है और अगर कुछ अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं तो हमें उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाने की जरूरत है हम उनसे क्या सीख रहे हैं ताकि हम अपनी उन योजनाओं पर सही कर सकें जो हमने बनाई हैं और डिजाइन को नजरअंदाज कर रहे हैं ताकि ये समस्याएंगिरफ्तारहो जाएं यही कारण है कि अब हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह इंजीनियरों के जिम्मेदार प्रयोगकर्ता के रूप में हैइसलिए चूंकि इंजीनियर मुख्य तकनीकी प्रवर्तक हैं या प्रयोगों को करने की सुविधा देते हैं इसलिए उनकी विशेषज्ञता उन्हें एक अनोखी स्थिति में ले जाती है इसलिए तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करने के अलावा जिम्मेदारी की स्थिति इंजीनियरों से अपेक्षा की जाती है कि वे मानव विषयों की सुरक्षा की रक्षा करें और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में सहमति निरंतर जागरूकता और कल्पनाशील पूर्वानुमान के अपने अधिकार का सम्मान करें इसलिए हमें अपनी नैतिक कल्पना का विस्तार करना होगा और यह पता लगाना होगा कि वर्तमान में समझने में सक्षम नहीं होने पर भी संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं असंबद्ध भागों को कैसे जोड़ा जाए और यह पता लगाने के लिए कि क्या हो सकता है भविष्य में किए गए संभावित नुकसान और कैसे हम इसकी देखभाल स्वयं डिज़ाइन भाग में कर सकते हैं या जैसे कि आपके द्वारा उत्पाद में डाली गई सामग्री क्या है या नहीं उन चीजों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है इसलिए इसेवास्तवमें सभी चरणोंमें एकव्यक्तिगत भागीदारी कीआवश्यकता होती है प्रयोग का स्वामित्व लेने इस पर विचार करना स्वयं के बहुत करीब है और इसकी निगरानी करना और परिणामों की जवाबदेही लेना जब हमचेतना कीबातकरते हैं तो यह एक निश्चित स्थिति में नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों की एक पूरी श्रृंखला का उपयोग करने के लिए इंजीनियरों से बात करता है इसलिए इंजीनियरों को शायदबड़े नौकरशाहों के दबाव में और दबाव की स्थितियों मेंकामकरना होगा जो उन्हें बड़ी तस्वीर देखने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं लेकिन फिर आपकेगुणक्या हैं आपके मूल्य क्या हैं जो आपको निर्देशित कर रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो बड़े पैमाने पर जनता के हित के लिए जिम्मेदार हैं जनता जो आप पर भरोसा करती है जो आप पर निर्भर हैं और यह आपके लिए एक कर्तव्य है कि आप उनके विश्वास का सम्मान करें इसलिए क्योंकि आप समाज के कल्याण और समाज कल्याण के संरक्षक हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के समाज हैं इसलिए क्या आप उस भीड़ को नहीं कहने पर बड़े होने पर समझौता कर सकते हैं और फिर यदि आपअपने कर्तव्यों काएहसासकरते हैं तो क्या हैं क्रियाएँ जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है इसलिए जब आपचेतना कीबातकरते हैं जब आप कुछ चीजों से सहमत होने की बात कर रहे होते हैं तो इसे प्रासंगिक तथ्यात्मक जानकारी के बिना अंधा माना जाता है तो यह एक इंजीनियर का काम है कि वह पहले प्रासंगिक जानकारी का पता लगाए और फिर अपेक्षित नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए सभी सूचनाओं का उचित उपयोग करे यहकिसी के काम का पूरा संदर्भप्राप्त करने से संबंधित है आपको सभी संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है आपको यह पता लगाने के लिए अपनी कल्पनाशील विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा कि क्या वर्तमान में कुछ भी हानिकारक नहीं दिख रहा है क्या यह लंबे समय तक जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है तो अगर ऐसा है तो क्या हमें इस घटक का उपयोग करना चाहिए न कि उपयोग किए जाने वाले घटक का उपयोग करना चाहिए यदि आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस हद तक इसका उपयोग करना चाहिए और क्या हमें जनता को संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराना चाहिए या नहीं ऐसे प्रश्न जिनका आपको स्वयं उत्तर देना है और इसे अपने लाभार्थियों के साथ बड़े पैमाने पर साझा करना है ताकि वे अपनी पसंद का एक सूचित निर्णय ले सकें इसलिए जब हम नैतिक स्वायत्तता की बात कर रहे हैं तो यह लोग नैतिक रूप से स्वायत्त हैं जब नैतिक आचरण और कार्रवाई के सिद्धांत अपने होते हैं तो प्रबंधन का रवैया निर्णायक भूमिका निभाता है कि इंजीनियरों को कितना नैतिक स्वायत्तता महसूस होती है यह किसी भीसंगठनका एक बड़ा हित होगायदि इंजीनियरों को अपनीनौकरीसे संबंधित नैतिक मुद्दों में अपने व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के लिए अक्षांश की एक बड़ी डिग्री दी जाती है इसलिए हम यह बता सकते हैं कि हम नियोक्ता के लिए काम कर रहे हैं और हमें पहले नियोक्ताओं की रुचि लेने की जरूरत है लेकिन अगर हमारे पास है लेकिन यह वह जगह है जहां हमारे पेशेवर नैतिकता हमें इस दुविधा का जवाब देने में मदद करती है एक इंजीनियर के रूप में हमारे पास एक पेशेवर शपथ है हमारे पास पेशा है जो हमें कुछ मूल्यों के लिए मार्गदर्शन करता है और हमें कुछ निश्चित भूमिकाएं देता है और इसमें सुरक्षा और सुरक्षा स्वास्थ्य और बड़े पैमाने पर लोगों का कल्याण प्रमुख जिम्मेदारियां हैं इन कारकों और इंजीनियरों की प्रमुख जिम्मेदारियों की देखभाल करना तो हम वैसे ही जैसे हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं बता सकते हैं नहीं है और हमकरने के लिए हैपहले उनके हित के प्रति वफादार होना है लेकिन आप क्या वे क्या कर रहे हैं यह अन्य जिम्मेदारी है कि हम साथ संघर्ष में आ रहा है की तरह लगता है इसलिए बड़े पैमाने पर समाज की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है और यदि आवश्यक हो तो हमारे पेशेवर नैतिकता हमें आपकी कंपनी द्वारा की गई प्रथाओं के लिए आवाज देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और हम हमेशा उन्हें बदलने या करने के लिए कह सकते हैंवहाँप्रक्रियाओंमें एक दृष्टिकोणहै ताकि हमबड़े पैमानेपर जनता की सुरक्षा और सुरक्षा पर समझौता नहीं कर रहे हैं तो जवाबदेही का सवाल आता है जिम्मेदार लोगों को अपने कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए इंजीनियरों को अपने कार्यों को मॉडल जांच के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए और दूसरों से मूल्यांकन के लिए खुला होना चाहिए इसलिए हमें पर्याप्त रूप से खुला होना चाहिए क्योंकि डिजाइन के प्रत्येक चरण और इसे निष्पादित करने के तरीकों में बहुत अनिश्चितता शामिल है इंजीनियर को अपने कार्यों को नैतिक जांच के लिए तैयार करना चाहिए और दूसरों से उचित प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और उन फीडबैक पर काम करना चाहिए ताकि डिजाइन औरचीजोंको करने के तरीकों पर ध्यान दिया जा सके क्योंकि आखिरकार उनकी भूमिका और जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण के लिए है और हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते और इसके लिए हमें सुझाव देने के लिए खुला होना चाहिए महत्वपूर्ण टिप्पणियों के लिए खुला होना चाहिए शायद उन तरीकों को संशोधित करें जो हम सोच रहे हैं जिन तरीकों से हम प्रयोग कर रहे हैं जो परिणाम आपके पास हैं जिस तरह से प्रयोग किए गए हैं इसलिए उन सभी संभावित खतरों का ध्यान रखा गया है जो हो रहे हैं हम उनके लिए परीक्षण किया है और आप परिणाम को देखा है या हम कुछ है जो हमें देता है में सिर्फ रंग रूप की कोशिश की है हैअनुकूलके रूप में परिणामकी उम्मीद क्या हमने अप्रत्याशित परिणामों और इसके कारणों की खोज की है और यह जानने के लिए फिर से प्रयोग करके यह ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि यह बात क्यों हुई क्यों कुछ ऐसा हुआ जिसकीउम्मीदनहींथी इसके पीछे क्या कारण है जहां यह गलत हो गया और फिर से कुछ जाँच कर रहा है इसका पुनर्मूल्यांकन और इसेकमकरने केलिएपुनरावृत्ति की इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस आ रहा है जोखिमनुकसान को कम करना और एक डिजाइन के रूप में उभरना जो उस चीज के लिए सबसे अच्छा डिजाइन है जो हम बड़ेपैमाने परलाभार्थियों को देने की कोशिश कर रहे हैं Thank you धन्यवाद